पिछले सत्र में हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुनियादी बातों के बारे में था आज हम ग्लोबल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे अब तक का सबसे लोकप्रिय मॉडल एंग्लो यूएस वह होता है जो संचालन की देखरेख करता है और बोर्ड और शेयरधारकों को रिपोर्ट करने के लिए भी जिम्मेदार होता है शेयर बाजार विशेष रूप से यूएस में बहुत सक्रिय हैं इसलिए यदि CEO का प्रदर्शन कम हो जाता है तो कंपनी का शेयर बाजार के प्रदर्शन पर इसका प्रभाव पड़ता है शेयर की कीमतें आमतौर पर गिरती हैं और यह सीईओ के कामकाज पर एक नियंत्रण तंत्र है अब अल्पकालिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सीईओ की नियुक्ति स्वयं 2 वर्ष 3 वर्ष या कभी कभी 1 वर्ष के लिए भी होती है तो उस वर्ष की तिमाही में लाभ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि आप जानते हैं कि शेयर बाजार बहुत संवेदनशील हैं लाभ का शेयर की कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा तिमाही के अंत में नहीं बल्कि यह हर मिनट होता है इसलिए अल्पावधि में सकारात्मक पक्ष या नकारात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह मॉडल में बहुत आवश्यक है कि कॉर्पोरेट अधिग्रहणों के लिए सक्रिय बाजार होना चाहिए इसलिए यदि प्रबंधन टीम अच्छा काम नहीं कर रही है तो स्टॉक की कीमतें गिर जाएंगी जो कंपनी को खराब नाम देंगी लेकिन इसका नियंत्रण समूह पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन अगर शेयरों की यथोचित उच्च संख्या है तो वे कंपनी का प्रभारी होना जारी रख सकते हैं लेकिन कीमतों के गिर की वजह से कंपनी किसी अधिग्रहण के लिए बन जाती है इसलिए अन्य समूह कंपनी पर कब्ज़ा कर सकते हैं और वर्तमान प्रबंधन अधिग्रहण खतरे के कारण उजागर हो जाता हैइसी तरह एंग्लो यूएस मॉडल संचालित होता है कि कीमतों में कमी से एक नकारात्मक प्रदर्शन दंडित होता है एक एन डी यदि नकारात्मक प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रहता है तो पूरी कंपनी को किसी और के हाथों में ले लिया जाएगा अब एक एजेंसी सिद्धांत है जो इस मॉडल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह शेयरधारकों और प्रबंधन के बीच तालमेल करने के लिए एक अध्ययन हैयह सबसे महत्वपूर्ण हितधारक माने जाते है और एजेंसी सिद्धांत में बहुत अनुसंधान हुए है अब प्रमुख समाधान बड़े वेतन चेक के रूप में दिए गए हैं इसलिए सीईओ को बहुत अधिक वेतन और पर्क्स भी मिलता है विचार यह है कि सीईओ को पैर की अंगुली पर रखना है अगर प्रदर्शन गिर जाता हैतो व्यक्ति बड़ा वित्तीय लाभ जो प्रेरित करता है खो देंगे न केवल सीईओ यह वरिष्ठ प्रबंधन टीम के लिए भी सच हैं उनको भी स्टॉक विकल्प के रूप में अन्य लाभ दिए जाते है मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टॉक विकल्प पता होगा तो उनको बहुत सारे शेयर अक्सर नि शुल्क या छूट प्राप्त मूल्य पर जारी किये जाते हैं जो कुछ दिनों के बाद बदल दिया जाता है इसलिए उनके पास एक प्रोत्साहन है कि यदि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो कंपनी का स्टॉक अधिक होगा निश्चित रूप से वे एक नगण्य मूल्य पर स्टॉक प्राप्त कर रहे हैं वे बहुत सारा पैसा बनाने में सक्षम होंगे और तीसरा टेक ओवर के लिए एक बाजार है जिसे हमने पहले ही देख लिया था कि कीमतों में खराब प्रदर्शन की स्थिति में कंपनी का टेक ओवर करने का आसान लक्ष्य बनता जा रहा है और निश्चित रूप से नया समूह मौजूदा टीम को बंद कर देगा तो यह खतरा हो जाता है एक बड़ा भुगतान चेक ख़तरा हैं क्योंकि एक खराब प्रदर्शन मतलब काम का नुकसान और कंपनी पर नियंत्रण की कमी का होगा अब यहां एक उदाहरण है कि भुगतान चेक कितना बड़ा है यह हाल ही में एक समाचार था जो एक वर्ष पुराना समाचार हो सकता है हम जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बैंक उस समय भारतीय स्टेट बैंक जो वर्ष 16 17 में था इसकी अध्यक्षता अरुंधति भट्टाचार्य थी अब अरुंधति SBI जैसे एक बैंक का प्रबंधन कर रही है जिसमें बाजार हिस्सेदारी 23 प्रतिशत जमा में और अग्रिम में 21 प्रतिशत की है तो आप कल्पना कर सकते हैं स्टेट बैंक कितना बड़ा हैं भारतीय बैंकिंग उद्योग में उनका वेतन 28 लाख प्रतिवर्ष था जो 5 प्रतिशत से भी कम है आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वेतन से उस समय चंदा कोच्चर आईसीआईसीआई बैंक सीईओ थी उनका मुआवजा था 6 करोड़ बनाम अरुंधति का केवल 28 लाख है मैं सिर्फ इतना अंतर लाने की कोशिश कर रहा हूं कि एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है वहाँ अध्यक्ष का वेतन 28 लाख है और निजी क्षेत्र में एमडी और सीईओ के लिए यह 6 करोड़ है इस में उनके अन्य भत्ते शामिल नहीं है जो निजी क्षेत्र के बैंकों के सीईओ को मिलते है यह केवल आईसीआईसीआई के लिए नहीं है मैंने आपको अन्य निजी क्षेत्र के बैंकों का वेतन दिखाया है तोआदित्य पूरी जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं हम देख सकते हैं उनका वेतन 2016 में 93 था फिर 10 करोड़ अब 967 करोड़ याद रहे यह भत्ते को छोड़कर है चंदा कोचर का नकद वेतन था 479 फिर 6 और अब आप जानते हैं कि वह एक धोखाधड़ी में थी तो उनको हटा दिया गया है शिखा शर्मा जो एक्सिस बैंक की प्रमुख हैं 373 करोड़ 4 करोड़ राणा कपूर जो यस बैंक हैं फिर से 5 या 6 करोड़ उदय कोटक के कोटक महिंद्रा बैंक में 3 करोड़ है तो अब आप सीईओ के रूप में बैंक में शामिल होने के लिए इच्छुक महसूस करते हैं यह सच हैं कई निजी कंपनियों में और मुख्य रूप से अमेरिका मॉडल की वजह से जहां शीर्ष प्रबंधन टीम को बहुत ही उच्च वेतन मिल रहा है यह सिर्फ एक उदाहरण था वहाँ जापानी और जर्मन जैसे विकसित देशों का मॉडल हैं लेकिन पूँजी बाजार में अमेरिका जैसे सक्रिय नहीं हैं इसलिए अमेरिकी मॉडल या एंग्लो यूएस मॉडल में परिकल्पित बाजार नियंत्रण बहुत सक्रिय नहीं है यहां अल्पकालिक लक्ष्यों के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाता है और शेयरधारकों का अधिक वर्चस्व वाला रोल होता है विलय और अधिग्रहण की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि कोई सक्रिय बाजार नहीं होता है और नियामकों का अधिक नियंत्रण होता है वे आसानी से अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करते हैं यहाँ गैर बैंकिंग वित्त पर प्रतिबंध है इसलिए बैंक जापानी और जर्मन कंपनियों में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं यहाँ तक कि उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी क्योंकि बैंक प्रमुख हितधारक हैं बैंकों का बहुत नियंत्रण होगा या कामकाज पर महत्वपूर्ण संस्थान होंगे बाजार के बजाय बैंक का अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण होगा अब हम चीनी मॉडल के लिए जाते हैं पिछले दस पंद्रह वर्ष से चीन बहुत समाचार में हैं और विभिन्न प्रकार के चीन उत्पादन की वस्तुओं ने प्रमुख बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है और निर्माण कार्य भी स्थानांतरित कर दिया गया है अब चीन में सरकारी कंपनियों का प्रभुत्व है अब कंपनियाँ जो आंशिक रूप से निजीकरण कर रहे हैं उनको ट्रेडिंग स्टॉक मिल गया है और वहाँ भी गवर्नेंस के मानक हैं लेकिन कई मामलों में एक डुएल बोर्ड है और यह वास्तव में एक अंदरूनी प्रभुत्व प्रणाली वाली कंपनी हैं इसलिए दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए एक बोर्ड होगा जिसमें एक वरिष्ठ बोर्ड होगा जिसमें सरकारी पार्टी के नेता वगैरह शामिल होंगे जो निर्णय लेने में अंतिम रूप से कहेंगे तो यहाँ राज्य का प्रभुत्व हैं और अल्पसंख्यक शेयरधारकों का अधिकार सुरक्षित नहीं हैं और इस तरह का है एक चीनी मॉडल अब भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभ्यास किया जा रहा है है लेकिन इतिहास में बहुत लंबे समय से हमें एक नैतिक आधार के साथ एक मॉडल मिला है जिसे हम जानते हैं कि वैदिक काल के नाम से शायद ये 1 लाख साल से अधिक पुराना है और बहुत सारी नैतिक नींव रखी गई है तो प्रेहिस्टोरिक के बारे में लिखा गया है हालांकि उसका नाम अर्थ शास्त्र हैं वास्तव में वो गवर्नेंस के बारे में है इसलिए न केवल गवर्नमेंट के लिए बल्कि कॉर्पोरेट और व्यवसायों के लिए भी गवर्नेंस के बहुत सारे सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं अब यदि आप पाटलिपुत्र के इतिहास रिकॉर्ड को देखते हैं जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो हमारे पास बहुत अच्छी तरह से प्रशासित शहर है और गवर्नेंस के सिद्धांतों को ठीक से निर्धारित किया गया था चार महत्वपूर्ण सिद्धांत जिन्हें चार गुना कर्तव्यों या राजा के लिए धर्म या किसी अन्य नेता चाहे वो कॉर्पोरेट लीडर के लिए भी जाना जाता है पहला हैं रक्षा जो सेफगार्ड है जिसके पास कंट्रोल हैं तो नेताओं के लिए चौगुने कर्तव्य थे विभिन्न सामयिक विचार जो प्राचीन शास्त्रों में हैं जो गवर्नेंस के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक हैं तो उनमें से कुछ की यहाँ सूची दी गए हैं पहले आत्मनो मोक्षार्थम के लिए करने चाहिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ पाने का एक अवसर है इसलिए भौतिक रूप से क्योंकि आपको इस दुनिया में इनाम मिलेगा आपको मोक्ष के रूप में इनाम मिलेगा या अन्य दुनिया में भी जीवन का मूल सिद्धांत हैं फिर आत्मना विंद्यते वीर्यम मतलब भीतर से आप अच्छा कर रही है या स्वार्थी काम करना महसूस कर रही है यही ड्राइविंग सिद्धांत है तेषां सुखम तेषां शांति शास्वती यहाँ योग की दो परिभाषाएं दी गई हैं जो शांत हो कर काम करता है उसका मन सबसे ज्यादा प्राप्त करता है तो कौशल्य भावना मतलब फीलिंग आप जो भी भावनाएँ रखते हैं वही आपको मिलती हैं इसलिए यदि आपके पास दूसरों के लिए बुरी भावनाएं हैं तो आपको बुरी चीजें मिलती हैं लेकिन यदि आप दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं तो आपको अच्छी चीजें वापस मिल जाती हैं तो बेहतर प्रदर्शन को प्राप्त करने या बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक प्रभारी को निष्पक्ष और अच्छी भावना की जरूरत हैं ना केवल परिणाम बल्कि साधन भी महत्वपूर्ण हैं परसपरम भाववयंत श्रेयः परम भवाप्स्यथाह का अर्थ है कि आपसी सहयोग को बहुत अधिक महत्व दिया गया है यह प्रतियोगिता की भावना नहीं है पश्चिमी मॉडल प्रतिस्पर्धा पर जोर देती है जो सबसे अच्छा है उसे सीईओ बनाया जाएगा तो प्रबंधकों को अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ लड़ना होगा क्योंकि इसे साबित होता है कि वे अन्य की तुलना में बेहतर कर रहे हैं लेकिन भारतीय मॉडल में आपसी सहयोग पर जोर दिया गया है इसलिए आजकल दुनिया धीरे धीरे टीम भावना की ओर बढ़ रही है कि एक टीम के रूप में हमें बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है क्योंकि अगर कंपनी को अच्छा होना है तो एक टीम के रूप में हमें अच्छा होना चाहिए तो यह विशेष रूप से इस सिद्धांत से आता है इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं लेकिन मैंने उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है अब ये गवर्नेंस के भारतीय सिद्धांतों के मूल्य हैं प्राणियों को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति में पूर्णता के लिए एक विशाल क्षमता ऊर्जा और प्रतिभा होती है इस बात की कोई सीमा नहीं है कि इंसान कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है यहां एक समग्र दृष्टिकोण है क्योंकि भारतीय अवधारणा में व्यक्ति और ब्रह्मांड की एकता एक प्रारंभिक बिंदु है तो यह एक लड़ाई नहीं है अगर हम दूसरों को परेशान करते हैं तो हम भी परेशान होते हैं यह एक समग्र दृष्टिकोण हैं इस टीम के भीतर कंपनियों और अन्य संस्थाओं या हितधारकों के बीच भी उपयोगी है अब सूक्ष्म और अमूर्त विषय बेहद महत्वपूर्ण हैं उतने ही जितने मूर्त वस्तुएँ हैं यदि आप दुनिया भर की कंपनियों की बैलेंस शीट को देखते हैं तो कहते हैं 100 साल पहले मूर्त संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन आजकल अमूर्त संपत्ति अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान के कारण वास्तव में हजारों या शायद लाखों सालों पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों या शास्ता में जोर दिया गया था कि तीसरी आँख या ज्ञानचक्षु विकसित करने की जरूरत हैइंसान को ज्ञान विकसित करने के लिए आंतरिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं शायद बाहरी संसाधनों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं बाहरी संसाधन पूँजी या संयंत्र की भूमि और मशीनरी के रूप में होते हैं लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको आंतरिक संसाधनों की आवश्यकता होती है अगर आपको आंतरिक प्रतिभा मिली है तो बाहरी संसाधन जुटाए जा सकते हैं एक अंतिम बिंदु जो हमने पहले भी चर्चा की थी को ऑपरेशन के बारे में है यह को ऑपरेशन टीम वर्क के लिए एक शक्तिशाली साधन है और किसी भी टीम या किसी भी उद्यम की सफलता सामूहिक कार्य पर निर्भर करती है जिसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिगत उपलब्धि महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसे टीम वर्क द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए तब व्यक्ति लगातार लंबे समय तक प्रदर्शन कर सकता है इसलिए ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन्हें हमने विभिन्न वैश्विक मॉडलों की तुलना करने की कोशिश की है हमारे पास यूएस मॉडल या एंग्लो यूएस मॉडल है जो सीईओ की भूमिका पर बहुत जोर देता है और सीईओ का वेतन और पर्क्स पर भी जोर देता है दूसरा जर्मन या जापानी मॉडल है जो एक बैंक पर आधारित है तीसरा चीनी मॉडल है जो अधिक सीधे चालित है चौथा जो हम चर्चा करते हैं वह एक भारतीय मॉडल है जो नैतिकता से संचालित है कि यह नियामक बाहर से नहीं है लेकिन यह आपके भीतर से है कि आपको निष्पक्ष तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए इसलिए आत्म नियमन पर जोर दिया जा रहा हैं आजकल दुनिया धीरे धीरे इन अवधारणाओं के महत्व को समझ रही है जैसे आत्म नियमन या टीम भावना या भीतर से निष्पक्षता की आवश्यकता हैं तो इस के साथ यहाँ रुकते हैं